पिछली कक्षा में हमने देखा था कि क्रैक ओपनिंग डिसप्लेसमेंट क्या होता है और इसके बाद एनर्जी रिलीज़ रेट का पता लगाने के लिए दो तरीके अपनाए पहली कार्यप्रणाली में हमने एक विशिष्ट समस्या को उठाया और क्रैक की सतह के डिसप्लेसमेंट को इव्यालूएट किया उस रिलीज़ रेट का उपयोग करके गणना की गई दूसरे मामले में हमने एनर्जी रिलीज़ रेट की मूल परिभाषा को देखा है जो एनर्जी रिलीज़ प्रति यूनिट एक्सटेंशन ऑफ़ क्रैक फ्रंट प्रति यूनिट थिकनेस प्रति क्रैक टिप है क्रैक फ्रंट प्रति यूनिट मोटाई प्रति क्रैक टिप के प्रति यूनिट विस्तार के लिए ऊर्जा जारी की गई इसलिए हमने समस्या को और अधिक मौलिक तरीके से देखा है फिर हमने स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर K और एनर्जी रिलीज़ रेट G के बीच संबंध को इव्यालूएट किया और यदि आप एनीमेशन देखते हैं तो यह आपको बताता है कि हमने इस अंतर्संबंध को स्थापित करने के लिए किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया है आपने वास्तव में क्या देखा है आपने देखा है क्रैक टिप के एक छोटे से विस्तार को देखा है डेल्टा a यह a से डेल्टा a तक फैलना के बजाय हमने क्रैक की लेंथ को a प्लस डेल्टा a aa लिया और क्रैक टिप के एक हिस्से को बंद करने के मामले को देखा है हमने न्याय हित किया की ब्रिट्टल सॉलिड्स के मामले में भरना देखा गया है तो हम वास्तव में रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रैक के उस छोटे से विस्तार को बंद करने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उतनी ही एनर्जी निर्मुक्त होगी जब क्रैक थोड़ी मात्रा में फैलती है फिर हमने गणित को देखा तो प्रक्रियाओं में आप मोड I डिस्प्लेसमेंट फील्ड के साथ साथ स्ट्रेस फील्ड का उपयोग एनर्जी एक्सप्रेशन लिखने में उचित रूप से करने में सक्षम हैं इसलिए जब आप डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हों तो थीटा की वैल्यू क्या है यह निर्दिष्ट करने में आपको सावधान रहना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने Q को ओरिजिन बिंदु के रूप में लिया है तो थीटा बन जाता है जबकि स्ट्रेस इव्यालूशन के लिए थीटा सिर्फ 0 डिग्री है क्योंकि हम स्ट्रेस्सेस को इव्यालूएट करने के लिए P को ओरिजिन के रूप में ले रहे हैं तो इसका उपयोग करके आप मौलिक आधार पर एनर्जी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फिर हमने क्रैक की लंबाई के छोटे विस्तार के लिए भी सरलीकरण किया हालांकि स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर में बदलाव होगा हम K की तुलना में डेल्टा K I को नेग्लेक्ट करेंगे संदर्भ स्लाइड समय 0320 तो सरलीकरण पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम मिलता है जो एनर्जी रिलीज़ रेट G के साथ साथ स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर से संबंधित है और आप जानते हैं कि यहां एक एक्सप्रेशन भी लिखी गई है G शियर मॉडुलस है आप एनर्जी रिलीज़ रेट का दर्शाने के लिए प्रत्यय के साथ G का भी उपयोग करे वास्तव में यदि आप पहले के कुछ प्रकाशनों को देखें तो दोनों के बीच अंतर करने के लिए वे एनर्जी रिलीज़ रेट को दर्शाने के लिए एक स्टाइलिश G का भी उपयोग करते हैं मुझे लगता है कि संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और उपयुक्त प्रत्ययों के साथ आपके लिए यह अंतर करना संभव है कि क्या हम एनर्जी रिलीज़ रेट के बारे में बात कर रहे हैं या क्या G शियर मॉडुलस की बात कर रहा है अब हमने इसे प्लेन स्ट्रेस की स्थिति के लिए विकसित किया है मैंने पहले ही उल्लेख किया है एक बार जब आप एक साधारण संशोधन के साथ प्लेन स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन विकसित कर लेते हैं तो प्लेन स्ट्रेन में प्रासंगिक मात्राएँ प्राप्त करना संभव है अगर मेरे पास यंग मॉडुलस हैं तो आप यंग मॉडुलस E को से बदल दें इसलिए यदि मैं ऐसा करता हूं कि मुझे प्लेन स्ट्रेन स्थिति के लिए मिलता है तो संबंध GIKI2E हैं तो आप प्लेन स्ट्रेस के साथ साथ प्लेन स्ट्रेन के लिए मोड I लोडिंग के मामले में जानते हैं एनर्जी रिलीज़ रेट और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के बीच क्या संबंध है एक बार जब आपने मोड I के लिए विकसित कर लिया है तो इसी तरह आप मोड II के साथ साथ मोड III के लिए भी एनर्जी एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास में ही हम स्ट्रेस फील्ड को मोड II के साथ साथ स्ट्रेस फील्ड को मोड III में विकसित करने का प्रयास करेंगे तो उन मामलों में हमारे पास K II और K III होगा जो K I की भूमिका को प्रतिस्थापित करेगा इसलिए हमें GII और KII GIII और KIII के बीच अंतर्संबंध का पता लगाना होगा तो मोड II स्थिति के मामले में प्लेन स्ट्रेस में एक्सप्रेशन KII2E हो जाता है जो की मोड I के समीकरण से काफी मिलता है प्लेन स्ट्रेन के मामले में यह KII2E हो जाता है मोड I के समान और मोड III के लिए थोड़ा अंतर है आपके पास K III से संबंधित G III है जो कि 1KIII2E जो कि KIII22G के बराबर है और आपको यह ध्यान रखना होगा कि G शियर मॉडुलस है तो अब हमारे पास लोडिंग के तीनों तरीकों के लिए एनर्जी रिलीज़ रेट और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर से संबंधित एक्सप्रेशंस हैं हमने उन्हें अलग से देखा है एक सामान्य स्थिति में आपके पास अलग अलग अनुपात के साथ दिखने वाले तीनों मोड होंगे तो ऐसी स्थिति में आपके पास G का योग G I प्लस G II प्लस G III होगा ध्यान से देखें यह एक एनर्जी क्वांटिटी है तो मैं उन तीनों को जोड़ सकता हूँ मैं K I प्लस KII प्लस K III नहीं जोड़ सकता मैं वैसा नहीं कर सकता जब मैं सुपरपोजिशन के सिद्धांत का उपयोग करता हूं यदि अलग अलग लोड मोड I लोडिंग प्रदान करते हैं तो मैं उन उप समस्याओं के लिए जोड़ सकता हूं K I a प्लस K I b प्लस K I c इत्यादि वास्तव में हमारे पास फायनाईट बॉडी के लिए स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के मूल्यांकन पर एक अलग अध्याय होगा जहां हम सुपरपोजिशन के सिद्धांत का उपयोग करेंगे और हम इसे सावधानी से संभालेंगे एक एनर्जी क्वांटिटी होने के नाते जब मेरे पास इंडिविजुअल एनर्जी होती है तो मैं आराम से जोड़ सकता था वास्तव में कुछ फायनाईट एलिमेंट कोड आपको G I से संबंधित एनर्जी के बजाय कुल एनर्जी प्रदान करते हैं जो कि मोड I या मोड II या मोड III है फिर उन्हें अलग करने के लिए विशेष प्रयास करने होते हैं और फिर स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर का अलग से इव्यालूएट करना होता है वेस्टर्गार्ड सलूशन फॉर नियर टिप स्ट्रेस फील्ड इन मोड II तो अब हम मोड II की स्थिति में स्ट्रेस फील्ड का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि हमारा ध्यान बहुत स्पष्ट है हम बहुत निकट टिप स्ट्रेस फील्ड इक्वेशंस को मूल्यांकन करने जा रहे हैं और आपके पास यहाँ दिखाया गया एक चित्र है जहाँ आपकी सीमा पर शियर स्ट्रेस है यह एक इन प्लेन शीयर स्ट्रेस है और यहाँ जो दर्शाया गया है वह यह है कि हम एक पूरी थिकनेस क्रैक के बारे में बात कर रहे हैं क्रैक बॉडी की पूरी थिकनेस के लिए मौजूद है उनका विश्लेषण करना बहुत आसान है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं और आपके पास शीयरिंग मोड इन प्लेन शीयर मोड है क्रैक की सतहें इस तरह शियर हैं और आपको यह नोट करना होगा कि एक्सेस को कैसे चिह्नित किया जाता है आपके पास नमूने के प्लेन में x अक्ष और y अक्ष रूप है और z अक्ष उसी के परपेंडिकुलर है आप जानते हैं कि यह समस्या बहुत हद तक वैसी ही है जैसी आप मोड I के लिए कर सकते थे हम पहले ही मोड I के लिए पूरी तरह से सीख चुके हैं यहां मैं केवल मुख्य परिणामों का उल्लेख करने जा रहा हूं मैं उन्हें डिराइव नहीं करने जा रहा हूं आप इसे अपने कमरों में एक अभ्यास के रूप में ले सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं कि अंतिम परिणाम ठीक हैं या नहीं इन सभी समस्याओं में पहला कदम क्या है पहला कदम यह जानना है कि समस्या के लिए एयरीज स्ट्रेस फंक्शन Airy's stress function क्या है मोड II लोडिंग के लिए इसे yReZII दिया जाता है क्योंकि अब हम अपना ध्यान केवल मोड I मोड II और मोड III तक ही सीमित कर रहे हैं तो यह वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन Westergaard's Stress Function है हमें यह देखना होगा कि यह स्ट्रेस फंक्शन कैसे गढ़ा जाता है और जब आप एक विश्लेषणात्मक फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो लाभों में से एक यह है कि सभी विश्लेषणात्मक फ़ंक्शन एयरीझ स्ट्रेस फंक्शन Airy's stress function के लिए कैंडिडेट्स हैं वे द्वि हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यहां की खूबसूरती यह है कि इन प्लेन शियर स्ट्रेस समस्या के लिए वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन Westergaard's Stress Function इस तरह से सरल हो जाता है मोड I और मोड II के लिए इन वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन Westergaard's Stress Function के बीच यहाँ क्या परिवर्तन है केवल स्ट्रेस सिग्मा से टाउ to 𝛕 में बदल जाता है तो यह फायदा है तो उसने एक सोने की खान ढूंढ निकाली आप जानते हैं वह मोड I के लिए एक स्ट्रेस फंक्शन को गढ़ने में सक्षम था थोड़े से संशोधन के साथ वह मोड II स्थितियों को हल कर सकता था थोड़े से संशोधन के साथ कोई मोड III की समस्याओं को भी हल कर सकता है हालांकि सूत्रीकरण डिस्प्लेसमेंट पर आधारित होगा स्ट्रेस फंक्शन का रूप सरल और समान रहता है उनमें से प्रत्येक में केवल स्ट्रेस क्वांटीटीज बदलती हैं और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपको ध्यान में रखना है वह यह है कि आप सभी स्थितियों के लिए क्रैक थिकनेस के माध्यम से विश्लेषण कर रहे हैं और आपका क्रैक फ्रंट सीधा है यदि क्रैक फ्रंट सीधा है तो स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर स्थिर रहता है उस फ्रंट पर मान लीजिए मेरे पास एक पैनी आकार की क्रैक है जिसे स्नेडन द्वारा उसी समय के आसपास हल किया गया था जब लोग फ्रैक्चर मैकेनिक्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे एक सॉलिड में एक पैनी आकार की क्रैक की 3 डायमेंशनल समस्या को स्नेडन द्वारा हल किया गया था वहां आपके सामने एक कर्वेड क्रैक फ्रंट थी तो यहाँ क्रैक फ्रंट सीधी है आपको इसे ध्यान में रखना होगा हमारे लिए आसानी से विश्लेषण करने के लिए ये सभी बहुत ही सरल स्थितियां हैं जैसा कि उल्लेख किया गया है आप जानते हैं मैं यह सत्यापित नहीं करने जा रहा हूं कि एयरीझ स्ट्रेस फंक्शन Airy's stress function द्वि हार्मोनिक को संतुष्ट करता है या नहीं यदि आप फ़ंक्शन के रूप को देखें तो यह आसानी से संतुष्ट हो जाएगा मैं इसे आप पर एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं तो उसके आधार पर जैसा कि हमने मोड I के मामले में किया है हमें स्ट्रेस फंक्शन के संदर्भ में सिग्मा xx सिग्मा yy𝛕xy के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त होता है तो अब हमारे पास एक विकल्प है चाहे हम स्ट्रेस फील्ड या डिस्प्लेसमेंट फील्ड को क्रैक केंद्र के साथ ओरिजिन या क्रैक टिप को ओरिजिन के रूप में देखना चाहते हैं जिस तरह से मैं स्ट्रेस फंक्शन को व्यक्त करता हूं और जब आप इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं तो यह ओरिजिन के रूप में क्रैक के केंद्र के संबंध में होता है तो मेरे पास xx2ImZIIyReZII yy yReZII 𝛕xyReZII yImZII है तो हमारे पास स्ट्रेस फील्ड है अगला आपके पास डिस्प्लेसमेंट फील्ड होगा और यह प्लेन स्ट्रेन स्थिति के लिए है यह दिया गया है ux12G21 ImZIIyReZII uy12G 1 2ReZII yImZII है देखिए हालांकि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इतनी लंबी एक्सप्रेशन लिखना थका देने वाला लगता है आप पाएंगे कि यह जानकारी काफी उपयोगी है क्योंकि आप पाएंगे कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी का एक संग्रह है तो यह इन एक्सप्रेशंस को लिखने लायक है तो मोड I के मामले में हमने क्या किया हमें स्ट्रेस क्षेत्र मिला फिर अगला कदम ओरिजिन को स्थानांतरित करना था अर्थात क्रैक सेंटर से क्रैक टिप तक हम इसे मोड II के साथ साथ मोड III के लिए भी करेंगे सभी मामलों के लिए हम ओरिजिन को क्रैक टिप में स्थानांतरित कर देंगे यह उस अंदाज़ में आता है जो हमें जो भी स्ट्रेस क्षेत्र मिलता है वह केवल उस क्षेत्र में मान्य होता है जो क्रैक टिप के बहुत करीब होता है कितना करीब यह समस्या पर निर्भर है आप जानते हैं यह सूक्ष्म बिंदु है यह कहने के लिए कोई सटीक मान नहीं है कि समाधान कितनी दूरी तक मान्य है यह प्रश्न विचाराधीन समस्या के कितने निकट है तो आप ओरिजिन को क्रैक सेंटर से क्रैक टिप पर स्थानांतरित करें और अप्प्रोक्सिमेशन बहुत समान हैं जैसा आपने मोड I के लिए किया है इसलिए z नॉट प्लस a Z0a के बजाय आप कहेंगे z नॉट बहुत छोटा है और स्ट्रेस फंक्शन इस तरह निकलता है ZII𝛕a2z0 यह वही है जो आपने मोड I के मामले में देखा था और यहाँ फिर से हम स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर KII की परिभाषा गढ़ेंगे और KII को KII𝛕a रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को ZIIKII2z0 जिसे लिखा जा सकता है इस तरह की ZIIKII2rei 12 है इस तरह के फंक्शन्स के बारे में अपने ज्ञान से आप उन्हें cos2 isin2 की तरह रीकास्ट कर सकते हैं आप जानते हैं अंत में हम r और थीटा के संदर्भ में एक्सप्रेशन प्राप्त करना चाहेंगे यह मैं पहले ही बता चुका था हम अनिवार्य रूप से कार्टिसिअन स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स को इव्यालूएट करेंगे लेकिन इनकी गणना स्थिति r और थीटा के आधार पर की जाती है क्योंकि काम्प्लेक्स नंबर्स rei के रूप में आसानी से प्रदर्शित की जा सकती हैं यही कारण है कि हम इसे r और थीटा के संदर्भ में लिख रहे हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मुझे ZII और साथ ही ZII प्राइम की आवश्यकता है और ZII प्राइम इस तरह निकला ZII KII22 r32cos32 isin32 हैं आप जानते हैं आधे पाठ्यक्रम में कम से कम सिंगुलर स्ट्रेस फील्ड इक्वेशंस आपको रटकर प्राप्त होंगे आप जानते हैं आप उन्हें बार बार देखेंगे और क्यों की फॉर्म समान है इसलिए आपके लिए उन्हें याद रखना आसान हो जाता है सिंगुलर समाधान कम से कम हायर ऑर्डर के समाधान को याद रखना मुश्किल होगा आपको हैंडबुक या अपने नोट्स देखने की जरूरत है लेकिन सिंगुलर समाधान हमारे लिए याद रखना आसान है और बहुत निकट टिप स्ट्रेस क्षेत्र देखें पूरे सेक्शन को बहुत निकट टिप स्ट्रेस क्षेत्र के रूप में शुरू किया गया था यहां इसे r और थीटा के संदर्भ में केवल स्ट्रेस क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया गया है लेकिन इसे बहुत निकट टिप स्ट्रेस क्षेत्र के रूप में लें तो मेरे पास सिग्मा x सिग्मा y ताऊ xy है यह उस से संबंधित है जो KII2rsin2 दिया हुआ है और आपके पास x 2 cos2 cos32 ycos2cos32 𝛕xycot21 sin2sin32 है और यदि आप गणितीय रूप से सटीक होना चाहते हैं तो आपके पास हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी जो आपके वेस्टरगार्ड के समाधान से संभव नहीं हैं हमें अन्य तरीकों को देखना होगा और अंतर को भरना होगा क्योंकि टाडा पैरिस और इरविन जैसा साधारण बायनोमिअल विस्तार फलदायी नहीं रहा तो हमें उस चर्चा पर फिर से आना होगा जहां मोड II के मामले में हम डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र को देखने के बाद जल्दी से हम आइसोक्रोमैटिक्स देखेंगे आइए देखें कि कैसे विश्लेषणात्मक एक्सप्रेशन आइसोक्रोमैटिक्स प्रदान करते हैं और वे किस तरह से प्रयोगों के साथ तुलना करते हैं हमारे यहां एक अलग तरह की कहानी होगी मोड I के मामले में हमने पाया कि वेस्टरगार्ड सिंगुलर समाधान साधारण छोटी क्रैक्स को भी पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था इसलिए आपको इस स्ट्रेस क्षेत्र को और करीब से देखना होगा और एक पहलू जो आप देख सकते हैं वह यह है कि वितरण इससे तय होता है और इस परिमाण में से प्रत्येक की स्ट्रेंथ केवल एक ही पैरामीटर से तय होती है देखिए यह फ्रैक्चर की समस्या के लिए बहुत ही अनोखी चीज है इसकी पहचान इरविन ने 1957 में की थी और 1957 फिर से फ्रैक्चर मैकेनिक्स के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है उस वर्ष के दौरान कई अच्छे फंडामेंटल पत्र प्रकाशित हुए और कुछ बहुत ही अनोखा देखें कि क्या आपके पास विभिन्न प्रकार के लोडिंग हैं जो अंततः परिणाम देते हैं इन प्लेन शीयर मोड या ओपनिंग मोड या टियरिंग मोड इन सभी मामलों में वितरण नहीं बदलता है मोड I मोड II और मोड III का वितरण अलग अलग होगा लेकिन अगर आप मोड I को देखें तो मोड I विभिन्न प्रकार के लोडिंग के कारण हो सकता है उन सभी लोडिंग के लिए वितरण समान रहेगा स्ट्रेंथ प्रासंगिक K द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि यदि आपके पास अन्य प्रकार की डिसकॉन्टिनुइटीएस है तो नहीं देखा जाता है अगर हमारे पास कटआउट है तो कहानी अलग है तो यह कुछ अनूठा है और यही कारण है कि निकट क्षेत्र या बहुत निकट टिप स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि यदि आप वास्तव में क्रैक के प्रसार को देख रहे हैं जो कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तो यह इस बात से तय होता है कि बहुत पास में क्या होता है देखें कि यही कारण है कि हम क्रैक टिप के बहुत करीब क्यों देख रहे हैं स्ट्रेस क्षेत्र को देखने के बाद अब हम डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे ये फिर से लंबे एक्सप्रेशन हैं कृपया इन्हें लिखने के लिए धैर्य रखें मेरे पास uxKII2Gr2sin22 2cos22 है और आप यहां क्या पाते हैं जैसा कि हमने यहां फिर से मोड I के मामले में देखा था जब r 0 होता है तो समाधान बॉउंडेड होता है इस तरह डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जब आप डिस्प्लेसमेंट समाधान को देख रहे हैं तो इसमें अनंत मान नहीं हो सकते हैं जैसे हमें स्ट्रेस के लिए मिला था और स्ट्रेस भी हमने कहा कि रियल मैटेरियल्स के लिए यह यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा या यह वर्क हार्ड हो सकता है ऐसा कुछ होगा तो अंततः इसका कुछ सीमित मान होगा और आपके पास u y के लिए एक्सप्रेशन है uyKII2Gr2cos2 12sin22 है और मैं प्लेन स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन भी लिखूंगा और प्लेन स्ट्रेस के लिए आपके पास u z डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेन्ट भी होगा वास्तव में कुछ कक्षाओं में आपने पहले एक मोड I के मामले में देखा था कि क्रैक टिप के पास एक डिंपल कैसे बनता है यह दो बातों की ओर इशारा करता है यह इशारा करता है कि स्ट्रेस बहुत अधिक है और क्रैक टिप के पास पॉइसन रेश्यो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेस बहुत अधिक होता है जो भी एक्सप्रेशन आपको पॉइसन रेश्यो के कारण मिलती है वे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं ठीक है और आपके पास uxKII2Gr2sin221cos22 है फिर uyKII2Gr2cos2 1 1sin22 औरuz2EKIIr2sin2 यदि आप थिकनेस B की प्लेट पर विचार कर रहे हैं तो आपको इसे B से मल्टीप्लय करना होगा तो यह आपको डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र देता है और इसे क्रैक टिप के संबंध में ओरिजिन के रूप में संदर्भित किया जाता है इसे नोट कर लें ओरिजिन के रूप में क्रैक टिप के साथ ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आप इन दोनों को बंडल भी कर सकते हैं और एक सामान्य एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं आप जानते हैं कि किताबें आपको इन सभी तरीकों से ये जानकारी देती हैं तो आपको उन्हें अपने नोट्स में रखना होगा ताकि जब आप एक रिसर्च पेपर लें तो आप समझ सकें कि पेपर में क्या उल्लेख किया गया है यदि आप मूल सिद्धांतों को जानते हैं जिस तरह से यह लिखा गया है उसके आधार पर आपको एक फायदा होगा मेरे पास uxKII2Gr2sin212cos22 uyKII2Gr2cos21 2sin22 प्लेन स्ट्रेस के लिए 3 1 और प्लेन स्ट्रेन के लिए 3 4 है और आपके पास एक चित्रमय वर्णन है कि डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र इस तरह से दिया गया है कि क्रैक टिप को ओरिजिन के रूप में लिया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं यह आपको बहुत मामूली लग सकता है जब आप किताब को हाथ में लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि लोग उसे टिप के तौर पर या सेंटर के तौर पर देते हैं और आपको यह भी भेद करना होगा कि समाधान प्लेन स्ट्रेस के लिए है या प्लेन स्ट्रेन के लिए ये सभी अभ्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि आप फ्रैक्चर मैकेनिक्स का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द समाधान प्राप्त करना चाहते हैं फोटोएलास्टिक फ्रिंजेस फॉर मोड II एंड कमप्यारीजन ऑफ़ फ्रिंजेस प्लॉटेड फ्रॉम वेस्टर्गार्ड सलूशन अब हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि मोड II स्थिति के लिए एक प्रयोग में मुझे किस प्रकार का स्ट्रेस क्षेत्र मिलता है और कैसे वेस्टरगार्ड समाधान इसके साथ तुलना करता है आप अपनी पिछली कक्षाओं में से एक में इसका एक रेखाचित्र बना चुके हैं ये एक मोड II स्थिति के लिए देखे जाने वाले फोटोइलास्टिक फ्रिंज पैटर्न हैं और ये आइसोक्रोमैटिक्स हैं वे रंग में दर्ज हैं और मैं वेस्टरगार्ड समाधान दिखाऊंगा जो काले और सफेद रंग में दिखाया गया है फोटोइलास्टिक में देखें अगर हम एक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं तो मुझे केवल काले और सफेद फ्रिंज दिखाई देंगे अगर मैं एक सफेद प्रकाश स्रोत का उपयोग करता हूं जो एक मल्टी वेवलेंथ सोर्स है तो मुझे अलग अलग रंग के फ्रिंजेस दिखाई देंगे तो भ्रमित न हों कि प्रयोगात्मक फ्रिंज रंगीन हैं वेस्टरगार्ड समाधान काला और सफेद है तो वेस्टरगार्ड समाधान बेकार है इस तरह के कठोर निष्कर्ष न निकालें यहां हम सिर्फ ज्योमेट्री फीचर्स देख रहे हैं और इसे देखो पहला अवलोकन क्या है क्या आप सहमत हैं कि एक प्रयोग में देखे गए फ्रिंज क्षेत्र को मॉडल करने के लिए सिंगुलर समाधान काफी अच्छा है निश्चित रूप से ऐसा है सैद्धांतिक रूप से गणना किये हुए फ्रिंजों के साथ साथ प्रायोगिक फ्रिंजों की ज्योमेट्री फीचर्स बहुत अच्छी तरह से मेल खाती हैं बिल्कुल कोई समस्या नहीं है देखें कि आपके पास बायक्सिअल लोडिंग या यूनिएक्सियल लोडिंग का कोई मुद्दा नहीं है इनमें से कोई भी भ्रम यहां मौजूद नहीं है और यहां तक कि जब आप बाद में मल्टी पैरामीटर स्ट्रेस फील्ड समाधान को देखते हैं तो आप मोड II के लिए पाएंगे दूसरा टर्म 0 है तो केवल उस संदर्भ में मैं मोड I पर वापस जा रहा हूं और फिर देखता हूं कि दूसरे टर्म ने किस तरह से फोटोलेस्टिक फ्रिंज के जोमेट्रिकल स्वरूप में बदलाव को प्रभावित किया है देखिए जब मैं कहता हूं कि फोटोइलास्टिक फ्रिंजों ने वह जोमेट्रिकल परिवर्तन प्रदान किया है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पक्षपाती हूं क्योंकि मैं एक फोटोइल्यास्टिशिएन हूं मैं हमेशा किसी भी चीज के लिए फोटोलेस्टिक पर जाता हूं यदि आप होलोग्राफी को देखें जो आपको सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 देता है तो मुझे इस तरह का फ्रिंज पैटर्न मिलता है आप इस बात की सराहना करेंगे कि फोटोइल्यास्टीसिटी कितनी अच्छी है केवल जब मैं एक मोड II स्थिति के लिए तुलना करता हूं तो यह आपको कुछ इस तरह का फ्रिंज पैटर्न देता है और यह उतना ही दिलचस्प है जितना कि आपको आइसोक्रोमैटिक्स के लिए मिलता है तो कोई समस्या नहीं है और मोड II के मामले में दूसरा टर्म मौजूद होने का भी कोई भ्रम नहीं है यदि मैं एक मोड I का मामला लेता हूं तो मुझे जांच करनी होगी कि आइसोक्रोमैटिक्स कैसे हैं और आइसोपैचिक्स कैसे हैं कृपया इन जोमेट्रिकल विशेषताओं का एक साफ सुथरा चित्र बनाएं आपको उन्हें शेड देने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी बस फ्रिंज पैटर्न जैसा दिखता है वैसा ही मिलता है और यह बहुत उपयोगी होगा देखें कि जब आपको फ्रैक्चर से संबंधित कुछ फोटोइलास्टिक फ्रिंज मिलते हैं तो आप यह जोड़ सकते हैं कि यह किस प्रकार के लोडिंग मोड का दर्शाता है और इस से हमे यह पता चलता है की हम वेस्टरगार्ड समाधान के रूप में जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह वास्तव में अच्छा है क्योंकि फ्रैक्चर मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से दूरी पर क्या होता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है की क्रैक टिप के आस पास के क्षेत्र में क्या होता है उस दृष्टि से वेस्टरगार्ड समाधान अभी भी काफी उपयोगी है जब आप मोड II की स्थिति को देख रहे हों तो सिंगुलर समाधान अपने आप में काफी अच्छा होता है आइए अब हम वापस जाएं और देखें मोड I में क्या होता है प्रयोगात्मक फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं यह एक ऐसा मामला है जिसे हमने देखा था एक और मामला हमने देखा था कि यह पीछे की ओर झुका हुआ था इस फ्रिंज में दूसरी फ्रिंज में पीछे की ओर झुका हुआ और तीसरा फ्रिंज आगे झुका हुआ है और ये वो क्रैक है जो एक प्रेशराइज्ड सिलेंडर में दिख रही थी और हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरे टर्म का साइन जिसे हमने सिग्मा x स्ट्रेस टर्म में सुधार के रूप में सिग्मा नॉट x कहा है और मैं विश्लेषणात्मक साहित्य और संख्यात्मक साहित्य में उल्लेख करता हूं कि वे इसे T स्ट्रेस कहते हैं मूल रूप से यह इरविन द्वारा पेश किया गया था 1957 में वेल्स और पोस्ट द्वारा प्राप्त परिणामों पर चर्चा करते हुए उन्होंने सिग्मा नॉट x की सूत्रपात की और यह माइनस सिग्मा नॉट x के रूप में दिखाई देता है ठीक है जब मैं कहता हूं कि सिग्मा नॉट x पॉजिटिव है हम केवल बाहरी माइनस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिग्मा नॉट x यह सिग्मा नॉट x पॉजिटिव है तो शुद्ध परिणाम माइनस ऑफ़ सिग्मा नॉट x होगा और आप यहां जो पाते हैं वह यह है कि फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं और टिल्ट कोण 90 डिग्री का होता है जब आप क्रैक टिप के करीब जाते हैं जो प्रयोगात्मक फ्रिंज पैटर्न के साथ बहुत अच्छी तरह से तुलना कर रहा है डिस्कशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ़ T स्ट्रेस ऑन फ्रिंज पैटर्न्स इन मोड I अब मैं सिग्मा नॉट x का साइन बदल देता हूँ तुम्हें क्या मिलता है फ्रिंजेस को देखो आपको फ्रिंजेस को बहुत बारीकी से देखना होगा देखें कि कोई अन्य प्रायोगिक तकनीक इतनी संवेदनशील नहीं थी कि टर्म के सिर्फ एक साइन को बदलने से पूरी तस्वीर बदल जाती है इस मामले में यह आगे झुका हुआ है जब मैं बस इस साइन को बदलता हूँ तो यह पीछे की ओर झुका हुआ होता है आप जानते हैं कि जब लोग खुद ब खुद इस तरह के अलग अलग फ्रिंज पैटर्न को देखते हैं भले ही वे सोचना न चाहें फ्रिंज पैटर्न उन्हें एक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगा यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है तो यह वांछनीय है फ्रिंज आगे झुके हुए हैं फ्रिंज पीछे की ओर झुके हुए हैं अब अगर मैं एक ऐसी समस्या को उठाता हूं जो बहुत व्यावहारिक है तो मेरे पास आगे और पीछे झुकी हुई दोनों फ्रिंजों का संयोजन था तो इसका मतलब है कि मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है मैं श्रृंखला में दूसरे टर्म के साथ भी नहीं रुक सकता मुझे सीरीज में कई टर्म लेने होंगे तभी मैं इस तरह की परिस्थितियों को संभाल सकता हूं लेकिन कम से कम यह हायर ऑर्डर टर्म्स को देखने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है अब आप कह सकते हैं कि आपने केवल फोटोइलास्टिक फ्रिंज पैटर्न दिखाए हैं जहां हम साइन परिवर्तन के कारण इतना बड़ा बदलाव देखते हैं आप हमें सिम्युलेटेड एक और फ्रिंज पैटर्न दिखाते हैं कि यह कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है या नहीं तो हम क्या करेंगे हम उसी समस्या के लिए आइसोपैचिक्स लेंगे आइसोपैचिक्स को एक मोड I स्थिति के लिए विकसित किया गया है तो मेरे पास इस तरह के फ्रिंज पैटर्न हैं कृपया इसका एक स्केच बनाएं यह सिग्मा नॉट x पॉजिटिव के लिए है जब मैं सिग्मा नॉट x नेगेटिव बनाता हूं तो क्या आपको कोई बदलाव मिलता है शिकायत न करें कि मैंने अभी इस फिगर को कॉपी और पेस्ट किया है ऐसा नहीं किया जाता है यह बहुत वास्तविक रूप से किया गया है बहुत व्यवस्थित रूप से इसे सिम्युलेटेड किया गया था और फिर रखा गया था देखें आइसोपैचिक्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्रदान करते हैं आइसोक्रोमैटिक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्रदान करते हैं लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से पाते हैं आइसोक्रोमैटिक फ्रिंज दूसरे टर्म के साइन परिवर्तन के लिए इतने संवेदनशील हैं सीरीज में न केवल दूसरे टर्म के लिए फ्रिंज ज्योमेट्री बदल जाती है क्योंकि सीरीज में अधिक से अधिक टर्म जोड़े जाते हैं वास्तव में हम इसे बाद की कक्षाओं में से एक में विस्तृत चर्चा के रूप में लेंगे तो आपके पास यहां क्या है जब आप होलोग्राफी जैसी तकनीक को देखते हैं जो आपको आइसोपैचिक्स प्रदान करती है जिसका संचालन करना भी बहुत मुश्किल हैआप पाते हैं कि इसके व्यवहार को अस्तित्व या गैर अस्तित्व से जोड़ने के लिए आपके लिए कोई अवगम्य परिवर्तन नहीं है यह भी यहां नहीं दिखाया गया है कि सिग्मा नॉट x 0 है मेरे पास फ्रिंज पैटर्न नहीं है अगर मेरे पास फ्रिंज पैटर्न है तो मैं इसकी तुलना भी करता हूं मिक्स्ड मोड मोड I मोड II अब मोड I और मोड II को देखने के बाद आइए देखें कि मोड I और मोड II के संयोजन में फ्रिंज कैसे दिखाई देते हैं और यह थेओरेटिकली सिम्युलेटेड है तो जब यह थेओरेटिकली रूप से सिम्युलेटेड है तो इसका एक स्केच भी बनाएं आपके पास इस कोण पर एक क्रैक उन्मुख है और यह आरेख बहुत ही व्याख्यात्मक है आपके पास टॉप फ्रिंज आकार में बहुत बड़ा है और निचला फ्रिंज आकार में छोटा है अंतर प्रमुख है और यदि आप क्रैक ओरिजिन की एक्सिस को एक संदर्भ के रूप में देखते हैं तो ऊपर आधे और निचले आधे हिस्से में फ्रिंजों का झुकाव अलग अलग होता है और यह समाधान कैसे प्राप्त हुआ यह मोड I के दो टर्म समाधान और मोड II के 1 टर्म समाधान का उपयोग करके सिम्युलेटेड है कृपया इसका एक साफ सुथरा स्केच बनाएं और हम प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त फ्रिंज प्रतिरूपों को भी देखेंगे वे इस मामले के लिए बिल्कुल पुन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं केवल गुणात्मक तुलना के लिए मैं इसे कर रहा हूं तो यहां आप पाते हैं कि फ्रिंज अलग अलग उन्मुख हैं आकार भी अलग है और हम आइसोपैचिक्स को भी देख सकते हैं इसलिए जब मैं आइसोपैचिक्स को देखता हूं तो यह अभी भी ऐसा ही है आप जानते हैं जब आप आइसोपैचिक्स के लिए जाते हैं तो हायर ऑर्डर टर्म्स के प्रभाव को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है तो आपको इन फ्रिंज पैटर्न का एक साफ सुथरा स्केच बनाने की जरूरत है तो यह आपको एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स के प्रारंभिक विकास में फोटोलास्टिकिटी कैसे काफी उपयोगी रही है वास्तव में फोटोइलास्टिक प्रयोग अन्य इंटरफेरोमेट्रिक तकनीकों की तुलना में प्रदर्शन करने के लिए बहुत सरल हैं और वे बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी पहले सत्यापित करने के लिए और आपको आवश्यक विश्वास दिलाने के लिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मुझे आशा है कि आपके पास इन फ्रिंज पैटर्न की ज्योमेट्री को निकालने के लिए पर्याप्त समय था डिस्प्लेसमेंट फार्मूलेशन फॉर मोड III और अब हम मोड III लोडिंग स्थिति पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं यह फिर से बहुत आसान है सरल और स्केच को नीचे ले जाएं मेरे पास पूरी थिकनेस में क्रैक है और आपके पास क्या है आपके पास आउट ऑफ़ प्लेन शियर है और मैं चाहूंगा कि आप नोट करें कि एक्सिस को कैसे चिह्नित किया जाता है x एक्सिस इस तरह है y एक्सिस इस तरह है और z एक्सिस प्लेट परपेंडिकुलर है और स्ट्रेस सूत्रीकरण के विपरीत इस समस्या को हल करने के लिए डिस्प्लेसमेंट सूत्रीकरण सुविधाजनक है और एक बार जब हम डिस्प्लेसमेंट सूत्रीकरण के लिए जाते हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाए हम टॉरशन की समस्या के मामले में पहले ही देख चुके हैं हमने वारपिंग की था वारपिंग केवल x y का एक फंक्शन था जो कि बॉडी का प्लेन है एक्सिस के साथ साथ यह स्थिर रहता है लेकिन यह प्लेन में बदलता रहता है ऐसी ही स्थिति मोड III के मामले में भी देखी गई है तो हमारे पास वारपिंग प्रकार की स्थिति होगी और हमारे पास केवल x y के फंक्शन के रूप में होगा और फार फील्ड शियर स्ट्रेस को टाऊ के रूप में दिया जाता है हम यहां कोई प्रतीक नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन आप आकृति को देखकर आसानी से एक प्रतीक संलग्न कर सकते हैं तो पहली बात यह है कि हमें डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र मान लेना होगा डिस्प्लेसमेंट का x कॉम्पोनेन्ट 0 है डिस्प्लेसमेंट का y कॉम्पोनेन्ट 0 है और u z कॉम्पोनेन्ट केवल x y का फंक्शन है और यह काम कर गया है लोगों ने इसे संभावित डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र के रूप में लिया है और डिस्प्लेसमेंट सूत्रीकरण में आप क्या करते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेन का पता लगाएं स्ट्रेंस से स्ट्रेसेस का पता लगाएं और क्योंकि मैं सीमा शर्तों को संतुष्ट करने वाले डिस्प्लेसमेंट का इव्यालूएट करता हूं अनुकूलता शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं है डिस्प्लेसमेंट की अनुकूलता स्वतः संतुष्ट हो जाती है इस डिस्प्लेसमेंट क्षेत्र को जानने के बाद आप स्ट्रेन टेंसर के कम्पोनेंट्स को लिख सकते हैं आपके द्वारा इसे स्वयं ही किया जा सकता है इसे स्वयं करें और मेरे समाधान से सत्यापित करें तुम्हें पता है मैं यही सराहना करूंगा मैं नहीं चाहता कि आप स्लाइड्स पर जो दिखाया गया है उसकी आँख बंद करके कॉपी करें मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं करें और फिर सत्यापित करें ये बहुत ही सरल हैं जो कक्षा में आपके दिमाग को सतर्क रखेंगे तो मेरे पास वे यहाँ हैं क्योंकि मेरे पास u x बराबर 0 है u y बराबर 0 है मेरे पास एप्सिलॉन xx 0 है एप्सिलॉन yy 0 है क्योंकि u z केवल x y का एक फंक्शन है zz भी 0 है और xx 0 है तो नॉन जीरो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स केवल xz हैं जो xz12 ∂w ∂x yz12 ∂w ∂y है तो इस मामले में हमें क्या करना होगा हमें w के लिए स्ट्रेस फंक्शन का पता लगाना होगा इस तरह समस्या का समाधान होता है और आप पाएंगे कि w के लिए प्रयुक्त स्ट्रेस फंक्शन का रूप बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने मोड I और मोड II स्ट्रेस फंक्शन के लिए विकसित किया है वहां इसका इस्तेमाल स्ट्रेस फंक्शन के तौर पर किया जाता था यहां डिस्प्लेसमेंट की जानकारी के लिए इसी तरह के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा तो अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्ट्रेन भी हैं अगला कदम स्ट्रेसेस को इव्यालूएट करना है और आप सिग्मा xx को सिग्मा yy के बराबर सिग्मा zz के बराबर टाउ xy के बराबर 0 पाते हैं ये सभी स्ट्रेस कंपोनेंट्स 0 पर जाते हैं नॉन जीरो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स टाउ xz हैं जो G ∂w ∂x टाउ yz G ∂w ∂y हैं आप जानते हैं कि मैं एक नॉन ट्रिवल समाधान प्राप्त करना चाहता हूं फिर मैं संतुलन की स्थिति को देखता हूं प्रासंगिक संतुलन की स्थिति z दिशा में है ∂xz∂x∂yz∂y0 है क्योंकि आपका ∂z∂z पहले से ही जीरो है तो मुझे इसे संतुष्ट करना होगा इसलिए मैं इसमें टाउ xz और टाउ y z के एक्सप्रेशन को प्रतिस्थापित करता हूँ और परिणाम यह है कि मुझे 0 के बराबर लाप्लास समीकरण ∇2w0 मिलता है यह एक हार्मोनिक फ़ंक्शन है यदि मेरे पास एक हार्मोनिक फ़ंक्शन है तो यह समीकरण संतुष्ट होगा और हम पहले ही देख चुके हैं कि सभी विश्लेषणात्मक फंक्शन एयरी स्ट्रेस फंक्शन के लिए कैंडिडेट्स हैं तो यह इस तरीके से है वेस्टरगार्ड दृष्टिकोण भी इस डिफरेंशियल समीकरण पर लागू होता है w1GIm ZIII और हमें यह जानना होगा कि ZIII क्या है हम ZIII के बारे में चिंता नहीं करेंगे लेकिन हम परिभाषित करेंगे कि ZIII प्राइम क्या है क्योंकि यह हमारे लिए उपयोगी है ZIII प्राइम जो कि डिफरेंशियल है ZIII का पहला डिफरेंशियल ZIII Zz2 a2 है और जो आपने मोड I के लिए देखा था जो आपने मोड II के लिए देखा था वही चीज़ मोड III के लिए दिखाई दे रही है इसका कुछ पहलू बहुत समान है वहां इसे एक स्ट्रेस फंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया था यहाँ इसका इस्तेमाल डिस्प्लेसमेंट की जानकारी के लिए किया जाता है और यहां इसे ZIII के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है आप वास्तव में इस तरह से ZIII प्राइम को परिभाषित कर रहे हैं और यह उन सभी सीमा शर्तों को पूरा करता है जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप सत्यापित करें आपको पता होना चाहिए कि सीमा शर्तें क्या हैं आपको निर्दिष्ट करना चाहिए और व्यवस्थित रूप से सत्यापित करना चाहिए कि यह स्ट्रेस फ़ंक्शन सभी सीमा शर्तों को पूरा करता है मुझे लगता है कि आपको इसे एक अभ्यास के रूप में लेना चाहिए मोड III के लिए इस संपूर्ण समाधान पर पहुंचने का प्रयास करें क्योंकि अब आपके पास सारी जानकारी है तो सभी मामलों में हमने जो किया है हम क्रैक सेंटर से ओरिजिन को क्रैक टिप तक ले जाएंगे ऐसा करें फिर इस स्ट्रेस फंक्शन को r और थीटा के रूप में व्यक्त करें और स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फील्ड के लिए अंतिम एक्सप्रेशन प्राप्त करें इसलिए इस कक्षा में हमने मोड II के मामले में एनर्जी रिलीज़ रेट के कुछ पहलुओं को देखा जिसके बाद स्ट्रेस फील्ड और डिस्प्लेसमेंट फील्ड का विकास क्रैक टिप के करीब हुआ फिर हम मोड II मोड I के साथ साथ मोड I और मोड II के संयोजन के लिए फोटोइलास्टिक द्वारा प्राप्त फ्रिंज क्षेत्र को देखने के लिए आगे बढ़े विशेष रूप से हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि जोमेट्रिक विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सीरीज में दूसरा टर्म मोड I स्थिति के मामले में बदलता है फिर हम मोड III की स्थिति में सूत्रीकरण पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े